डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम का परिचय कराना शुरू किया था यह दूसरा और उस चर्चा का समापन भाग है तो यह वही है ये ऐसे पहलू हैं जिन पर पहले चर्चा की जा चुकी है जो कि एब्सट्रैक्शन डिज़ाइन की रूपरेखा तक वर्तमान मॉड्यूल का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो यह वह रूपरेखा है जिसका हम अनुसरण करेंगे इसलिए हमने पहले ही डेटाबेस का एक अच्छा डिज़ाइन है या नहीं इसलिए इस उदाहरण पर थोड़ा गौर करें हमने विभाग का नाम और भवन जिसमें वह विभाग है को पेश किया था तो अगर हम देखते हैं कि वहाँ कई प्रशिक्षकों हैं मान लीजिए प्रोफेसर आइंस्टीन जो भौतिकी विभाग में पढ़ाते हैं जोकि वाटसन भवन में है और यदि हम देखते हैं कि वहाँ एक प्रोफेसर गोल्ड है वह भी भौतिकी विभाग में पढ़ाते हैं और स्वाभाविक रूप से वाटसन भवन में हैं अब सवाल यह है कि यदि भौतिकी विभाग को वाटसन भवन में रखा गया है तो इस तालिका के सभी प्रशिक्षक सभी प्रशिक्षक जो भौतिकी विभाग का हिस्सा हैं उनका विभाग वाटसन भवन में रखा जाएगा तो यह इन दोनों में अतिरेकता का एक निश्चित मुद्दा है यानी एक ही जानकारी को एक से अधिक बार दिया जाता है जो बहुत वांछनीय बात नहीं है इसका नतीजा यह माना जा सकता हैकि मान लो कल विश्वविद्यालय ने भौतिकी विज्ञान विभाग को वाटसन से टेलर भवन ले जाने का फैसला कर लिया इसका मतलब यह होगा कि एक बार यह हो जाता है तो इस वाटसन को भी टेलर में बदलना होगा वॉटसन के सभी उदाहरण जो भौतिकी विज्ञान विभाग के अनुरूप थे इस तालिका में उन्हें टेलर में बदलना होगा और यह अच्छा परिदृश्य नहीं है तो यह केवल यह नहीं है कि हमारे पास अतिरेकता ही है हमारे पास विसंगति की भी संभावना है यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर में होंगे तो यह सरल शब्दों में कहें कि यह अच्छा डिजाइन नहीं है और कई मुद्दे हैं जैसे कि कुछ डिजाइन अच्छा है या कुछ डिजाइन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है जिनके संदर्भ में विचार करने की जरूरत है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटाबेस सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करते हैं नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए जोकि डिजाइन दृष्टिकोण की एक बुनियादी आवश्यकता है हमने उस बारे में कुछ और बिंदुओं के लिए ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल जैसे एक अस्थायी बिंदु संख्या लेकिन आप जानते हैं यह सब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट फील्ड की तरह समग्र नहीं हो सकता है लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल की मूल अवधारणा क्या है और जैसा कि मैंने कहा कि हम इसके माध्यम से सिर्फ झांकने की कोशिश करेंगे लेकिन यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं है जिसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे इसके विपरीत एक्स एम एल में भी समझाया था इसलिए यह सभी प्रकार की नई पीढ़ी के डेटा लेन देन के प्रारूप के लिए आधार बन गया है इसलिए जैसा कि मैंने समझाया किसी भी डेटाबेस व्याख्या करने को देख सकते हैं और आज़मा सकते हैं यह सब सीखने के लिए बढ़िया उपकरण हैं आगे बढ़ते हुए हम संक्षेप में देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस भंडारण प्रबंधक एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ाइल प्रबंधक इसके कुशल भंडारण के लिए जिम्मेदार है डेटा की पुनर्प्राप्ति अद्यतन और यह सुनिश्चित करता है कि यदि फ़ाइल सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं तो डेटा खराब न हो इत्यादि इसलिए इसमें निश्चित रूप से शामिल मुद्दे हैं भंडारण तक पहुंच फाइलों का संगठन और सबसे महत्वपूर्ण है अनुक्रमण और हैशिंग का उपयोग करता हूं अब जिस भी फील्ड पर खोज की जा सके उसे कुशल बनाया जा सके और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब वह विशेष मॉड्यूल सामने आएगा लेकिन भंडारण प्रबंधन को ऐसे मुद्दों से निपटना होगा आगे बढ़ते हुए क्वेरी प्रोसेसिंग निर्देश में अनुवाद करता है क्वेरी बीजगणित भाषा हो सकती है और फिर यह अनुकूलन करने की कोशिश करता है तो एक महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पास एक अनुकूलक है तो यह ऑप्टिमाइज़र एक महत्वपूर्ण घटक है जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि जब यह क्वेरी इंजन का एक मुख्य हिस्सा है जो वास्तव में हमें पाठ आधारित प्रश्नों और सापेक्ष डेटा को कुशलतापूर्वक लिखने डेटा को कुशलता से बदलने डेटा को कुशलतापूर्वक सम्मिलित करने आदि की अनुमति देता है इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें किसी क्वेरी भाषा में भी इसी तरह की अवधारणाएं देखी हैं मेरा मतलब है कि हमने उदाहरण के लिए देखा है क्रमांक में लगाने के कई तरीके हैं और उनमें से कुछ बेहतर हैं कुछ उतने कुशल नहीं हैं इसलिए यदि क्वेरी उप इंजन करेगा

इसलिए भंडारण प्रबंधक और क्वेरी प्रोसेसर हालाँकि जितना भी जटिल हो वह कितना भी महत्वपूर्ण हो उसका एक सीमित जीवनकाल है इसके विपरीत एक डेटाबेस की तरह है एवं इसका एक निश्चित जीवनकाल है यदि मैं इसे शुरू करता हूंऔर मैं कुछ संचालन करता हूं जब यह खत्म हो जाता है तो भी जो डाटा पीछे रह गया जैसे कि मेरे खाते मेरे खाते की शेष राशि मेरे लेनदेन मेरे अलग अलग बैंक शुल्क सभी का डेटा मेरे द्वारा किए गए हर विशेष ऑपरेशन पर और उसके बाद भी डेटाबेस सिस्टम विफल हो जाता है किसी स्तर पर कुछ कारण की वजह से तो हम उस का एक बड़ा प्रभाव है और वह कुछ ऐसा नहीं है जो हम उस चीज को संभाल सकते हैं या जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं तो एक डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं एक ही समय में तो कैसे सुनिश्चित करें कि एक से अधिक उपयोगकर्ता डेटा को समवर्ती कर सकते हैं बिना उसे असंगत किए जैसा कि मैंने उल्लेख किया था वहाँ केवल एक सीट उपलब्ध है एक विशेष ट्रेन पर एक बर्थ ही उपलब्ध है एक विशेष तिथि पर और एक ही समय में दो उपयोगकर्ताओं ने उसकी बुकिंग शुरू की है ऐसा न हो कि दोनों की बुकिंग हो जाए तो एक मिलना चाहिए एक को नहीं मिलना चाहिए और इस तरह के निर्णय के लिए आप जानते हैं कि जटिलता अधिक होनी चाहिए क्योंकि डेटाबेस में एक तार्किक कार्य करता है यह संचालन का एक संग्रह है और एक एकल तार्किक कार्य का प्रदर्शन करता है तो यह कुछ भी नहीं और सब कुछ करता है यह सिर्फ एक विशेष तार्किक संचालन करता है और उसे लेनदेन कहा जाता है तो लेनदेन मैनेजमेंट सिस्टम में स्थिरता सुनिश्चित करता है और कुल सुरक्षा प्रदान करता है इसलिए कुल मिलाकर हमने डेटाबेस सिस्टम के विशिष्ट उपयोगकर्ता कौन हैं इसके संदर्भ में हम एक त्वरित नज़र लगाएंगे इसलिए यदि हम मोटे तौर पर देखें तो डेटाबेस को उपयोग कर सकता है तो यह उपयोगकर्ता का सबसे निचला स्तर है फिर आपके पास एप्लिकेशन प्रोग्रामर का सेट है जिनके बारे में मैंने अपने पाठ्यक्रम अवलोकन प्रस्तुति के बारे में बात की थी यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग में से एक बड़ा हिस्सा है आईटी सेवाएं जिन्हें डेटाबेस की जरूरत है जो वास्तव में एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं जबकि अनुभवहीन उपयोगकर्ता इसी तरह से एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर इस एप्लिकेशन प्रोग्राम को कोड करने के लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हें डेटाबेस डिज़ाइन को समझने की जरूरत है इसके लिए उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि क्वेरी भाषा कैसे लिखनी है एप्लिकेशन डेटा इनपुट आउटपुट सभी सिस्टम के साथ कैसे फिट हों अगले स्तर विश्लेषक हैं जिन्हें परिष्कृत उपयोगकर्ता कहा जाता है तो वे विभिन्न प्रकार के क्वेरी टूल में विस्थापित करता है तो विश्लेषक उच्च स्तर के प्रोग्रामर हैं उनके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि के लिए नहीं इसलिए यदि आप अपनी जगह को जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इस पाठ्यक्रम से आप अपने आप को एप्लिकेशन प्रोग्रामर और विश्लेषकों के बीच में पाएंगे और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है कि पाठ्यक्रम का पहला आधा भाग एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग पहलू पर केंद्रित है और दूसरा आधा भाग ज्यादातर विश्लेषण और कुछ कुछ हद तक प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्रित होगा हम थोड़ा बहुत प्रशासनिक कार्य भी करेंगे लेकिन ज्यादा गंभीर प्रशासनिक कार्य नहीं अब हम डेटाबेस से आती है तो संकलक लिंक के लिए ये मूल प्रसंस्करण हैं फिर संकलक संगठन मूल्यांकन इंजन जो वास्तव में पूरी क्वेरी होगा वहां बात करेंगे बाद में इस पाठ्यक्रम में हम इस बारे में बात करेंगे कि फ़ाइल प्रबंधक क्या है और प्राधिकरण क्या है इत्यादि लेकिन ये भंडारण प्रबंधन के दौरान भंडारण प्रबंधक के उप घटक हैं और फिर केवल भंडारण प्रबंधक ही है जो वास्तविक डेटा एवं विभिन्न फ़ाइलों के वास्तविक डिस्क पर भंडारण से संबंधित है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी प्रणाली एक तरह से स्तरित है तो यह बुनियादी भौतिक परत है जो आपके पास है और यह आपकी अंतिम दृश्य परत है जो आपके पास है और इसके बीच एक तार्किक परत है जिससे आप निपटते हैं तो आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रेक्शन इंटरफेस के भीतर रहता है वह अस्थाई है तो ये डेटा अस्थाई है एवं एप्लिकेशन और अधिक जटिल बनती हैं लेकिन हम सिर्फ एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण लेना चाहते हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें इसलिए जो कंप्यूटर सिस्टम आप उपयोग कर रहे हैं उन पर आधारित वास्तविक आर्किटेक्चर हैं आप ब्राउज़र इन कारकों में से कुछ हैं जिन्हें आपको जानना होगा और शायद इसके लिए ऐतिहासिक संदर्भ से भी निर्णय लेना होगा और मैं यहाँ हर बिंदु के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा तो यह आपको पूर्णता और इस बात का सार देने के लिए है कि चीजें कैसे चल रही हैं तो डेटाबेस एवं अन्य चीजें जो 70 के दशक में होने लगी थे और 80 के दशक में वास्तव में यह प्रोटोटाइप और वाणिज्यिक प्रणालियों के मामले में बहुत बड़ा था समानांतर वितरित सिस्टम वस्तु आधारित सिस्टम 80 के 90 में होने लगे यह वाकई में बड़े विस्फोट की तरह बढ़ा खासतौर पर निर्णय समर्थन डेटा खनन एप्लिकेशनस प्रणाली मौजूद होती है इसलिए संक्षेप में इस मॉड्यूल के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे